यह लेक्चर 38 है हम सिस्टम ऑफ लीनियर एकवेशंस विषय में गाउस एलिमिनेशन तकनीक पर चर्चा जारी रखेंगे आज हम कुछ और सामान्य स्थितियों के बारे में बात करेंगे जहां हम एशलों फ़ॉर्म देखेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेड्यूस्ड फ़ॉर्म है जहाँ सिस्टम ऑफ एकवेशंस के हल की कन्सिस्टेन्सी के बारे में बात करेंगे पिछले लेक्चर को दोबारा से देखते है तो यह जो पिछले लेक्चर में कुछ आसान से उदाहरण देखे थे उनकी जगह अब हम जनरल उदाहरण देखेंगे जहाँ हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसमें m रो है और n कॉलम है और फिर यह xn×1और दायीं ओर वेक्टर bm×1 Am×nxn×1bm×1 तो यह एशलों फ़ॉर्म जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी वह क्या है तो यह असल में क्या है यह हम अब पढ़ेंगे यह एलिमेंट्स जो कि इस सिंबल से निर्दिष्ट है यह पाइवट एलिमेंट है यह बुनियादी एलिमेंट्स है और यह गैर शून्य एलिमेंट्स है तो इन पाइवट एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है तो इस को पाइवट कहते है जब इसके नीचे सब शून्य होता है और इसके बायीं ओर भी शून्य होता है क्यूँकि यह पहला एलिमेंट है इसलिए इसके बायीं ओर के एलिमेंट्स की बात नहीं की जा सकती उदाहरण के तौर पर यहां पर यह वाला यह पाइवट एलिमेंट है क्योंकि इसके यहाँ बायीं ओर सब शून्य है यहाँ पर भी सभी एलिमेंट्स शून्य है और इस सब मैट्रिक्स में भी सब कुछ शून्य है रेड्यूस्ड फ़ॉर्म या कि एशलों फ़ॉर्म में यह वाला एलिमेंट पाइवट एलिमेंट कहलायेगा क्यूँकि यहाँ पर सब शून्य है यहाँ पर भी सब शून्य है इसी तरह से यह पाइवट होगा अगर यह गैर शून्य होगा और इसके इसके इस तरफ़ और इस तरफ़ सब कुछ शून्य होगा तो यह पाइवट की प्रॉपर्टी है इसे गैर शून्य होना पड़ेगा इसके नीचे सब शून्य होगा और इसके बायीं ओर भी सब शून्य होगा यहाँ यह खास स्ट्रक्चर को हम एशलों फ़ॉर्म कहेंगे तो इसमें पहले की कुछ रो शून्य है ये देखिए यहाँ पर यहाँ नीचे भी सभी एलिमेंट्स को शून्य बनाया गया है और यह दायीं ओर के एलिमेंट्स शून्य भी हो सकते हैं और गैर शून्य भी इसलिए इसे एशलों फ़ॉर्म में एक सिंबल से वर्णित किया गया है यहाँ यह पाइवट एलिमेंट है जो कि हमेशा ग़ैर शून्य होंगे इन्हें सिंबल स्टार से संबोधित किया गया है और यह बाकी के एलिमेंट्स है जो कि शून्य और गैर शून्य भी हो सकते है पर यहां सबसे महत्वपूर्ण है मैट्रिक्स को एशलों फ़ॉर्म में व्यक्त करना यहाँ इस स्टेप जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा उद्देश्य होगा कि इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखने का तांकी यहाँ पर यह नीचे की ओर शून्य हो यहाँ यह सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर हो और अगर यहाँ पर पूरी रो शून्य है तो इसे सबसे नीचे लिख दिया जाएगा और फिर इस ऑग्मेंटेड भाग जो कि b से संबंधित है में एलिमेंट्स शून्य और गैर शून्य भी हो सकते है अब हम आगे एक उदाहरण में देखेंगे कि कैसे इस एशलों फ़ॉर्म को प्राप्त किया जा सकता है याद करें कि गाउस एलिमिनेशन में बुनियादी रूप से तीन चरण है पहला सिस्टम को ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित करना फिर ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स को एशलों फ़ॉर्म में रेड्यूस करना और फिर पाइवट एलिमेंट्स को निश्चित करना पाइवट एलिमेंट्स मैट्रिक्स के बहुत ही अहम एलिमेंट्स होता है और फिर हम पाइवटस के आधार पर हल की कन्सिस्टेन्सी को वर्णित कर सकते है यह बता सकते है कि क्या हल एकमात्र है या इसके अनंत हल है या कोई भी हल नहीं है तो केवल मैट्रिक्स को एशलों फ़ॉर्म में रेड्यूस करना ही मुश्किल भाग है एक बार एशलों फ़ॉर्म प्राप्त करने के बाद बैक सब्सीट्यूशन जो कि हमने पिछले लेक्चर में एक आसान से उदाहरण से देखा है से हल प्राप्त कर सकते है इसको पाइवट रो कहते है तो अब इन पाइवट रो को ऊपर की ओर खिसका देते हैं और अगर मैट्रिक्स A में कुछ शून्य है तो हम इसे नीचे की ओर खिसका देंगे तो यह है पाइवट रो क्यूँकि इसमें पाइवट एलिमेंट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण रो है और बाकी की यह ज़ीरो रो है हम r को पाइवट रो की संख्या मानेंगे अगर यह r रो है और कुल m रो है तो स्वाभाविक है कि ज़ीरो रो m r होगी यह नीचे दिया गया स्ट्रक्चर हम आगे इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ रैंक की परिभाषा देंगे हालांकि की इस रैंक के बारे में हम आगे बात करेंगे यह इसकी एकमात्र परिभाषा नही है रैंक की और भी परिभाषाएँ है लेकिन यह उनमें से एक है यहाँ रैंक की परिभाषा है की यह पाइवटस की संख्या के बराबर है क्योंकि आगे रैंक किसी और तरीके से परिभाषित होगा लेकिन वो भी इसी परिभाषा की तरफ़ बढ़ता है Rank r और इसी कारण से रैंक की यह पहचान जहाँ इसे पाइवट की संख्या से परिभाषित करते है बहुत ही महत्वपूर्ण है यह रैंक जो कि पाइवटस की संख्या के बराबर है मैट्रिक्स के अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभी इस परिभाषा के साथ आगे बढ़ते है और बाद में रैंक के बारे में चर्चा करेंगे अगर ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स में Rank r है तब हम ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स के बारे में बहुत सी पहचान बना सकते है पहली अगर इन ज़ीरो रो में यह एलिमेंट्स ग़ैर शून्य है तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि जैसे हमारे पास पहले उदाहरण में प्राप्त हुआ था वैसे ही यहाँ भी शून्य बराबर एक गैर शून्य संख्या प्राप्त होता है यह हमने पिछले लेक्चर में विचार कर लिया था तो अगर एशलों फ़ॉर्म में यह ग़ैर शून्य प्राप्त होता है तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता अर्थात सिस्टम का कोई हल नहीं है तो यह पहली बात है जो हमें रैंक के संदर्भ में एशलों फ़ॉर्म से पता चलती है यहाँ अब हम इसे मैट्रिक्स के रैंक जिसे r से निर्दिष्ट किया है के संदर्भ में परिभाषित करेंगे अब हम r के संदर्भ में चर्चा करेंगे ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स का यह वाला भाग मैट्रिक्स A के अनुरूप है और यह दूसरा वाला कॉलम b के अनुरूप है और इस पूरे मैट्रिक्स को b कहेंगे तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है RankA इस मैट्रिक्स के पाइवट से प्राप्त होता है तो इस मैट्रिक्स में कितने पाइवट है यहाँ r पाइवट है तो मैट्रिक्स का रैंक r होगा अगर यहां पर गैर शून्य संख्या है तो यहाँ पर भी पाइवट होगा इन सब को हम रिड्यूस कर कर इनको शून्य बना सकते है और कम से कम हर इक्वेशन में यहाँ पर एक गैर शून्य संख्या होगी सिस्टम इनकंसिस्टेंट है यह स्पष्ट है कि जब भी यहाँ कोई एक संख्या गैर शून्य है इस ज़ीरो रो के साथ तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो रैंक में इसे ऐसे व्यक्त कर सकते है RankA बराबर r है जो कि पाइवट एलिमेंट्स की संख्या है वह इस पूरे ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं है क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा जब यह गैर शून्य संख्या होगी तब इस पूरे मेट्रिक्स का रैंक यानी कि इस पूरे मैट्रिक्स में पाइवटस की संख्या RankA से एक ज्यादा होगी और तब इस स्थिति में कन्सिस्टेन्सी होगी अगर इन दोनों मैट्रिक्स यह वाली मैट्रिक्स ओर यह पूरी ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स के रैंक में फ़र्क़ है तब सिस्टम में कन्सिस्टेन्सी होती है और यह तब होती है जब यहाँ इस ज़ीरो रो के साथ कुछ ग़ैर शून्य होता है तब यहाँ इस आखिरी कॉलम में यहाँ पाइवट एलिमेंट होता है तो कन्सिस्टेन्सी तब होती है जब यहाँ आखिरी कॉलम में पाइवट एलिमेंट होता है तो इसे व्यक्त करने के बहुत से तरीके है पहला तरीका हम देख चुके हैं जहां सबसे दायीं ओर के कॉलम में पाइवट है और यह तब होगा जब यहाँ जीरो कॉलम में गैर शून्य संख्या है तो या तो हमारे पास इस सबसे दायीं ओर के कॉलम में पाइवट है या फिर इसे ऐसा कह सकते है कि rank a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं है या फिर इसे सीधे यहीं से देख कर कह सकते है कि चूँकि यहाँ यह गैर शून्य संख्या है तो स्पष्ट है कि सिस्टम का कोई भी हल नहीं है अब आगे बढ़ते है जहाँ इसके शून्य होने की सम्भावना है अगर यह एलिमेंट शून्य है तब सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि यहाँ ऐसी स्थिति नहीं ही जहां कोई गैर शून्य संख्या शून्य के बराबर प्राप्त हो तो अगर यह शून्य है तब हमारे पास दो सम्भावनायें है यहाँ एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि जब Ax बराबर 0 है तब सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है क्यूंकि यहाँ b बराबर शून्य होता है मतलब यह वाले कॉलम में सब कुछ शून्य होता है तो स्वाभाविक है कि अगर यह वाली सभी संख्याएं शून्य और हम केवल रो ऑपरेशन ही इस्तेमाल क्र रहे है तो इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा यह हमेशा शून्य होंगे जब हमारे पास सिस्टम Ax बराबर 0 होगा तो इस स्थिति में सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा अर्थात Ax बराबर 0 का हमेशा हल प्राप्त होगा इस स्थिति की विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे अब वो स्थिति दोबारा देखते है जब यह सब शून्य होंगे तब सिस्टम कंसिस्टेंट है और तब दो स्थितियां उत्पन्न होती है पहली जब पाइवट एलिमेंट की संख्या अज्ञात की संख्या के बराबर है यह स्थिति हमने पिछले लेक्चर में देखी है तो जब हर कॉलम में पाइवट है तब सिस्टम का एकमात्र हल है क्योंकि एक कॉलम में केवल एक ही पाइवट हो सकता है यह इसलिए है क्योंकि हमे पता है की पाइवट संख्या के निचे के सभी एलिमेंट्स शून्य होते है तो हर कॉलम में केवल एक ही पाइवट होता है और पाइवट की संख्या अज्ञात की संख्या के बराबर होगी मतलब हर कॉलम में पाइवट है क्योंकि कॉलम की संख्या अज्ञात की संख्या के बराबर है तो इस स्थिति में सिस्टम का एकमात्र हल है इसे हम आज एक उदाहरण से देखेंगे RankA और Rankb के सन्दर्भ इसे ऐसा कहेंगे कि यह दोनों बराबर है यानि कि r बराबर n है इसे हम विस्तार से आगे देखेंगे अब दूसरी स्थिति क्या होगी जब यहाँ शून्य होगा यानी कि जब कंसिस्टेंसी होगी और पाइवट की संख्या अज्ञात की संख्या से कम है इस स्थिति में अनंत हल प्राप्त होंगे और यहाँ फ्री वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का सिद्धांत आता है हम इन अनंत हल को रैंक के सन्दर्भ में बता सकते है RankA बराबर है Rankbके जहाँ यह रैंक अज्ञात की संख्या से कम है और हम इन अनंत हल को जनरेट भी कर सकते है तो यह रैंक के सन्दर्भ में कंसिस्टेंसी है अब हम Ax बराबर b सिस्टम का हल देखते है जहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस प्रकार दी गई है b1 2 3 ∈R यहाँ इस मैट्रिक्स में 4 रो और 5 कॉलम है इसका मतलब हमारे पास 5 अज्ञात है कॉलम की संख्या मतलब अज्ञात की संख्या क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है Ax बराबर b और ये यहाँ पर A है x1 x2 x3 x4 and x5 यह सभी अज्ञात है यहाँ यह हर कॉलम एक वेरिएबल को संबोधित करता है यह कॉलम x1को यह x2को यह x3को यह x4को और यह x5को करता है तो कॉलम की संख्या अज्ञात की संख्या के बराबर होती है यहाँ यह ध्यान रखें की कॉलम केवल मुख्य मैट्रिक्स की होंगे पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के नहीं यानी की यह इस मैट्रिक्स b के नहीं तो कॉलमस की संख्या दिए गए सिस्टम की संख्या के बराबर होती है यहाँ 5 अज्ञात है और यहाँ पर यह बीटा एक वास्तविक संख्या है हम इस चर्चा करेंगे कि बीटा की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम का हल है और किस के लिए नहीं है तो सिस्टम की कंसिस्टेंसी भी इसी बीटा पर निर्भर है तो गाउस एलिमिनेशन या रिडक्शन तकनीक द्वारा एशलों फॉर्म प्राप्त करने के लिए क्या विचार है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से एशलों फॉर्म प्राप्त करने के लिए पहले इन संख्याओं 2 1 3 को रो 1 की सहायता से शून्य बनाना होगा अगर रो 2 से रो 1 का दोगुना घटाएंगे तो यह 0 जायेगा हम केवल इसे शून्य बनाने के लिया काम करेंगे बाकी सब अपने आप ऑपरेशन की वजह से बदल जायेगा हम इस इक्वेशन 2 से x 1 को हटाने का प्रयास करेंगे और इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से इस x 1 को हटाने का प्रयास करेंगे तो इस सब के लिए कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन्स की आवश्यकता होगी R2R2 2R1 R3R3R1 R4R4 3R1 b1 0 4 3 R2R3 b1 4 0 3 R4R4R2 b1 4 0 1 R4R4 3R3 b1 4 0 1 तो यह रेड्युसेड फॉर्म प्राप्त हो गई है अब इसे और रिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है यह रिड्यूस फॉर्म है तो पहली स्थिति में β≠ 1है तो जब β≠ 1तब यहाँ कुछ गैर शून्य संख्या होगी और अगर यहाँ गैर शून्य संख्या ही तो यहाँ यहाँ आखिरी आखिरी कॉलम में पाइवट होगा इसका मतलब सिस्टम इन्कन्सीस्टेन्ट होगा दुसरे शब्दों में यहाँ 0 बराबर गैर शून्य होगा दोनों ही स्थितियों में जब β≠ 1तब सिस्टम इन्कन्सीस्टें होगा और सिस्टम का कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो इस स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होता है अब दूसरी स्थिति देखते है जब β 1होगा जब β 1होगा तब हल प्राप्त किया जाता है क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट है और यह आखिरी रो शून्य होगी इस आखिरी कॉलम में कोई पाइवट नहीं होगा पहले पाइवटस की पहचान कर लेते है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चरण है तो इस कॉलम में यहाँ पाइवट है यह पाइवट नहीं है हर कॉलम हर रो में ज्यादा से ज्यादा एक ही पाइवट है और यह सही भी है क्योंकि एक रो में एक ही पाइवट हो सकता है यहाँ 2 पाइवट नहीं हो सकता क्योंकि इसके बायीं और एक गैर शून्य संख्या है मान लें x21x52है तब x4 122 x34 42 x19 21 952 x1 x2 x3 x4 x5 9 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0 2 95 0 4 05 1 यहाँ x2को एक फ्री वेरिएबल अंकित किया गया है और इस कॉलम में पाइवट है यह x३ के संदर्भ में है जो की फ्री वेरिएबल नहीं है तो यह डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यह x3 आश्रित है यह फ्री नहीं है यहाँ एक पाइवट है तो जहाँ पर भी पावत है उसके साथ के वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल अंकित किया जायेगा इस अल्गोरिथम का पालन करेंगे हालांकि यह जरुरी लेकिन यह एक बहुत ही चरणबद्ध तरीका है तो देखें अगर पहले कॉलम में पाइवट है तो पहले वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल अंकित कर दें अब दूसरे कॉलम को देखते है इसमें पाइवट नहीं है तो दूसरे वेरिएबल को फ्री वेरिएबल अंकित कर दें तीसरे कॉलम में पाइवट है तो तीसरे वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल अंकित करें चौथे कॉलम में पाइवट है तो चौथे वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल अंकित करें पांचवें कॉलम में पाइवट नहीं है तो पांचवें वेरिएबल को फ्री वेरिएबल अंकित करें अब हम फ्री वेरिएबल स को कुछ भी वास्तविक संख्या मान सकते हैं और जब भी फ्री वेरिएबल है तब हम उसे जो भी चाहे मान सकते हैं और तब सिस्टम के बहुत से हल प्राप्त होते है यह अनंत हल की स्थिति होती है क्योंकि इस सिस्टम में फ्री वेरिएबल है फ्री वेरिएबल मतलब यह फ्री है इसे कुछ भी चुन सकते है यहाँ बल्कि दो फ्री वेरिएबल है तो यहाँ वेरिएबल्स की वैल्यू चुनने की ज्यादा संभावनाएं है x2 और x5फ्री वेरिएबल है तो x 2 बराबर अल्फा 1 और x 5 बराबर अल्फा 2 मान लेते है इस इक्वेशन 3 से x 4 लिख सकते है यहाँ x 4 दोगुना माईनस x 5 के बराबर है और x 5 बराबर है अल्फा 2 के इसी तरह से x 3 को इक्वेशन 2 की सहायता से फ्री वेरिएबल के संदर्भ में इस प्रकार लिख सकते है तथा x 1 को इक्वेशन 1 की सहायता से फ्री वेरिएबल वेरिएबल अल्फा 1 और अल्फा 2 के लिख सकते है इन्हे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते है तो x 1 x 2 x 3 x 4 सभी से कांस्टेंट निकल लेंगे x 1 से 9 लेंगे चूँकि x 2 बराबर alpha 1 है तो इससे कुछ भी कांस्टेंट प्राप्त नही होता है x 3 से 4 लेंगे x 4 और x 5 से भी कुछ कॉन्स्टंट नही प्राप्त होता है फिर यह अल्फ़ा 1 आएगा और यह x 1 से आएगा जो कि 9 माइनस 2 था यहाँ माइनस 2 अल्फ़ा 1 के साथ है तो यहाँ 2 आएगा x 1 के साथ अल्फ़ा 2 आएगा यह यहाँ माइनस 95 है तो इसे यहाँ वेक्टर में लिख लेंगे तो अब इन x 1 x 2 x 3 x 4 और x 5 को इस विशेष फॉर्म में लिख सकते है जहाँ पहले वेक्टर में कोई भी फ़्री वेरीअबल का योगदान नही है उसके बाद यह अल्फ़ा 1 के साथ है और फिर यह वेक्टर है और फिर अल्फ़ा 2 फ़्री वेरीअबल के साथ तीन फ़्री वेरीअबल होंगे यह ज़िक्र योग है कि यह तीन फ़्री वेरीअबल अनंत हल के लिए जिम्मेदार है तो निष्कर्ष यह है कि जब भी सिस्टम में फ़्री वेरीअबल होंगे यानी कि कुछ कॉलमस में पाइवट नहीं है उस स्थिति में यह अनंत हल का सिस्टम होता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स में कोई भी फ़्री वेरिएबल नहीं होगा यह स्पष्ट है क्योंकि जब मैट्रिक्स इनवर्टिबल होता है तब हमें एकमात्र हल प्राप्त होता है और जब एकमात्र हल होगा तब फ़्री वेरिएबल नहीं होगा यह वह वेक्टर है जो Ax बराबर 0 के हल को जनरेट करता है Ax बराबर 0 के सभी हल इन दो वेक्टर 21000T 950 4 051T द्वारा जनरेट किए जा सकते है यह अल्फ़ा 1 और यह अल्फ़ा 2 के साथ वेक्टर है यहाँ इसे ट्रान्स्पोज़ फ़ॉर्म में दिया गया क्योंकि यह कॉलम रूप में दिया गया है यह वेक्टर जनरेटर कहलाते है Ax बराबर 0 हल के यह जनरेटर बेसिस कहलाता है इस टर्म को विस्तार से बाद में बताया जाएगा कुछ तकनीकी टर्म्स जो आज बताई गई है उन्हें अगले लेक्चर में विस्तार से बताया जाएगा तो यह जनरेटर जो अभी हमने देखे है उन्हें बेसिस कहा जाता है क्यूँकि यह हल को जनरेट करने के लिए मुख्य घटक है तो इन्हें हल की बेसिस कहा जाता है यह स्पेस बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि Ax बराबर 0 का हल है Ax बराबर 0 के अनंत हल है इस स्पेस को नल्ल स्पेस भी कहते है इसे हम अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे यह नल्ल स्पेस एक वेक्टर स्पेस है यहाँ एक और खास टर्म का उल्लेख हुआ है वेक्टर स्पेस यह जो नल्ल स्पेस है वह एक वेक्टर स्पेस है इस स्पेस की कुछ विशेष गुण है यहाँ स्पेस यानी इस सलूशन स्पेस जो की एक वेक्टर स्पेस है की बात हो रही है तो यहाँ एक गुण है कि अगर Ax बराबर 0 के दो हल दिए गए है तो उनका योग भी Ax बराबर 0 का एक हल होगा क्योंकि अगर Ax 1 इसे संतुष्ट करता है और A x 2 भी इसे संतुष्ट करता है तो A x 1 जमा x 2 भी इसे संतुष्ट करता है क्यूँकि Ax 1 जमा Ax 2 दोनो ही 0 0 है तो यह भी इसे संतुष्ट करेगा तो Ax बराबर 0 के सलूशन सेट की कुछ ख़ास विशेषताएँ है जैसे कि अगर दो हल का योग किया जाए तो योग भी इसका हल होगा तथा इसे किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह भी इसका हल होगा इस वेक्टर स्पेस के और भी बहुत खास गुण है जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे अब इसका निष्कर्ष देखते है सिस्टम ऑफ़ इक्वेशन के लिए यह एशलों फ़ॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने फ़्री वेरीअबल का सिद्धांत भी देखा जिससे अनंत हल प्राप्त किए जा सकते है फिर देखा कि नॉन होमजीनीयस सिस्टम ऑफ़ इक्वेशन के हल का एक बहुत ही ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक भाग x p होता है जो Ax बराबर b को संतुष्ट करता है और दूसरा भाग x h होता है जो Ax बराबर 0 को संतुष्ट करता है और यह पूरा x यानी कि यह Ax बराबर b को संतुष्ट करता है यह संदर्भ सामग्री का उल्लेख है धन्यवाद